सभी को नमस्कार पिछली कक्षा में हमने डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण से परिचय कराया और हमने वेटेड रजिस्टर आधारित डीएसी और बाइनरी लैडर आधारित डीएसी पर चर्चा की इस कक्षा में हम डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर सर्किटके कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि हम कैसे हमें एक बफर एम्पलीफायर का उपयोग करने की आवश्यकता क्यों है और हम DAC सर्किट के लिए किस प्रकार के बफर एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं और बफर एम्पलीफायर के अलावा भी कुछ अन्य अतिरिक्त सर्किटरी होंगे जो एक डीएसी के पूर्ण ऑपरेशन के लिए आवश्यक होंगे और यदि यहाँ कई सिगनल्स हैं - जिनको एनालॉग में बदलने की आवश्यकता है तो कैसे एक संभावित स्कीम मेरा मतलब है जो रूपांतरण के लिए आवश्यक डीएसी की संख्या को कम कर सकता है और हम यहां कुछ परफॉर्मेंस इश्यू पर चर्चा करेंगे तथा और अधिक परफॉर्मेंस इश्यू हम देखेंगे जब हम एडीसी पर चर्चा करेंगे तो एडीसी के साथ मिलकर हम उन्हें देखेंगे ठीक हैं और फिर हम एक प्रेक्टिकल आईसी डीएसी 0808 को देखेंगे ठीक है अब अंतिम कक्षा में हमने अंत में देखा था कि लैडर आधारित डीएसी जो की वेटेड रजिस्टर आधारित डीएसी की तुलना में अधिक पसंद किया जाता है तो उस लैडर आधारित डीएसी में इस पर निर्भर करते हुए कि आप लोड को जानते हैं आप लोड को कैसे टर्मिनेट करते हैं आउटपुट वोल्टेज अलग हो जाता है - ठीक है तो 2R टर्मिनेशन के साथ हमारे पास कुछ वोल्टेज था बहुत उच्च इनपुट के साथ बहुत उच्च प्रतिरोध समाप्ति कुछ अन्य वोल्टेज यह फुल स्केल वोल्टेज के करीब है ठीक है लेकिन अगर अलग - लोड बदलता है तो वोल्टेज मे भी बदलाव होगा ठीक है इसलिए ऐसी स्थिति में लोड की विविधता के साथ डिजिटल इनपुट जो की वहाँ है उसकी गलत व्याख्या हो सकती है ठीक है इसलिए हमें एक ऐसी व्यवस्थाकी आवश्यकता है जिसके द्वारा लोड में भिन्नता होने पर भी वह एनालॉग आउटपुट जो जनरेट हो रहा हैं को प्रभावित नहीं करता हो और जिसके लिए हम एक बफर सर्किट लगाने के बारे में सोचते हैं और यह भी अगर एंप्लीफिकेशन की आवश्यकता है तो बफर एम्पलीफायर आप जानते हैं कि एक लेडर के आउटपुट में रखा जा सकता है क्या यह स्पष्ट है इसलिए हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लोडिंग प्रभाव के साथ अगर वोल्टेज में बदलाव होता है तो हमने देखा है - क्या यह नहीं है फिर कैसे मेरा मतलब है संबंधित डिजिटल इनपुट क्या था वह हिस्सा बहुत स्पष्ट नहीं होगा यह माना जा सकता है कि वहाँ कुछ अन्य इनपुट थे तो प्रामाणिकता खो जाएगी इस प्रकार इस बिंदु पर यही हमारा विचार है ठीक है तो बफर एक मध्यवर्ती सर्किट है जो एक सर्किट को दूसरे से अलग करता है इसलिए जिस सर्किट की हम यहां चर्चा करते हैं वह एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ऑप एम्प आधारित सर्किट है और यहां यह एक नॉन इनवर्टिंग मोड में जुड़ा हुआ है और यह यूनिटी गेन है तो यह एक बहुत ही उच्च इनपुट प्रतिरोध प्रदान करता है और यह सर्किट को लोड नहीं करता है और जो भी इनपुट हो यहां आउटपुट इस तरफ होगा ठीक हैं और यह वही है जो मैं बता रहा था कि यह आउटपुट वोल्टेज जो लोड के साथ बदलता है जिससे हम बचना चाहते हैं अब यहाँ एक और सर्किट हो सकता है यह इनवर्टिंग ऑप एम्प हैं ठीक है तो यह इनवर्टिंग मोड ऑप एम्प का उपयोग करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है तो जिसके लिए हमारे पास इस जैसा एक सर्किट हो सकता है तो यह ऑप एम्प सर्किट है यहाँ पर इस तरफ आप पहचान सकते हैं यह लेडर नेटवर्क है ठीक है और यह MSB ठीक है MSB एक करंट उत्पन्न करता है V भागित 2 आपको पता है प्रभावी वोल्टेज थेवेनिन वोल्टेज हैं जो आउटपुट प्रतिरोध R द्वारा भागित हैं अर्थात V भागित 2R और यहाँ इस मामले में यह V भागित 4 है और प्रतिरोध R है इसलिए उत्पादित करेंट V भागित 4R है और इसी तरह यह V भागित 8R V भागित 16R हैं और इसी तरह आगे जाएगा तो यह करंट है जो इस दिशा में बह रहा है और क्योंकि यह आभासी ग्राउंड है वास्तविक ग्राउंड नहीं है तो यह करंट यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा ठीक है क्या यह नहीं है कि आप जानते हैं कि ऑप एम्प कैसे काम करता है तो फिर से आपको अपने ऑप एम्प सिद्धांत की समीक्षा करनी होगी या अन्यथा ऑप एम्प के इस विशिष्ट पहलू को याद रखना होगा नॉन इनवर्टिंग में उपयोग मे पिछले मामले में और इनवर्टिंग में इस विशेष मामले में वे इन दो मोड में कैसे काम करते हैं तो यहाँ पर आउटपुट यह अंतिम एनालॉग आउटपुट है यह एनालॉग आउटपुट माइनस R गुना होगा क्योंकि यह इनवर्टिंग एम्पलीफायर गुणित सम्पूर्ण करेंट है सम्पूर्ण करेंट ठीक है तो इसके अनुसार यह माइनस V भागित2 माइनस V भागित 4 और इसी तरह आगे और है इसलिए यदि आप उन्हें जोड़ते हैं तो आपको वह समीकरण मिलेगा जो हमें डीएसी के लिए मिला था अब हमें एक बफर मिला है जो की ऑप एम्प का उपयोग करके बीच में डाला गया है क्या यह स्पष्ट है तो यह लेडर के आउटपुटमें प्रयोग किया जाता है लेकिन यह सम्पूर्ण नहीं है डीएसी के काम करने के लिए और अधिक चीजें आवश्यक हैं तो ये अतिरिक्त सर्किटरी हैं तो आइए देखें कि वे क्या हैं तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं शुरू करने के लिए आइए हम इस पर विचार करें ये कुछ फ्लिप फ्लॉप हैं तो यह वास्तव में रजिस्टर है ठीक है तो यह रजिस्टर - बिट संख्या जो आप डिजिटल से एनालॉग में रूपांतरण करना चाह रहे हैं उतनी ही संख्या में आपको फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी तो यहाँ 4 बिट्स दिखाए गए हैं लेकिन इसे n बिट्स तक बढ़ाया जा सकता है क्या यह स्पष्ट है ठीक है तो यह रजिस्टर डिजिटल जानकारी को संग्रहीत रखता है इसलिए जब तक कि यह गेटेड नहीं है मेरा मतलब है इनपुट नहीं बदला गया है इसलिए आउटपुट ट्रू ही रहेगा तो मान नहीं बदल रहा है यह महत्वपूर्ण है कि आउटपुट स्थिर है ठीक है तो इस मान के आधार पर यह हाइ या लो है तो यह प्रिसीजन वोल्टेज स्रोत और लेवल एम्पलीफायर एक मान रखता है यह आउटपुट है जो कि एक बहुत ही प्रिसाइज वोल्टेज 0 वोल्ट या इस मामले में कुछ हायर वोल्टेज 10 वोल्ट है ठीक है जब यह डिजिटल से एनालॉग रूपांतरण हो रहा है यह बदलना नहीं चाहिए यह भी इस डीएसी रूपांतरण के लिए ट्रू रहना चाहिए अन्यथा आउटपुट आपको पता है कि डिजिटल इनपुट जो दिया है इससे अलग ही होगा तो यह डिजिटल डेटा यहां स्थानांतरित किया गया है आयोजित और प्रीसाइज़ आपको पता है यह बाइनरी आउटपुट वोल्टेज लेवल्स लेडर के इनपुट पर रखा गया है और यह आपका अंतिम VA है और यह VA उस बफर एम्पलीफायर पर जाएगा जिसकी हमने अभी चर्चा की है क्या यह ठीक है तो यह उचित रूपांतरण के लिए आवश्यक है ताकि वोल्टेज न बदलें जब डीएसी रूपांतरण संपूर्णता बनाए रखने के लिए हो रहा है तो यह लेवल एम्पलीफायर का काम है की जो सिग्नल लेडर नेटवर्क को प्रस्तुत किए गए हैं वो समान स्तर के हो तथा लो और हाइ लेवल के लिए स्थिर हो उनमे सभी को तो यह नहीं होना चाहिए 1 कहा जाता है 98 वोल्ट और 101 वोल्ट को भी ऐसा नहीं है तो सर्किट में छोटे बदलाव ताकि ऐसा नहीं हो यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है अब डिजिटल डेटा रख दिया गया है यह यहाँ आ रहा है और यह डिजिटल डेटा स्थानांतरित या पढ़ा जाता है जब एक विशेष स्ट्रोब पल्स वहाँ होता है अन्यथा यह 00 पर रहेगा ठीक है तो यह मान यहीं रहेगा इन रजिस्टर्ड आउटपुटका मान एक ही रहेगा यह नहीं बदलेगा केवल जब तक की डिजिटल इनपुट स्थापित नहीं होता है तब केवल रीड इन स्ट्रोब पल्स आएगा और वह इनपुट आपको पता हैं रजिस्टर में स्थानांतरित कर दिया गया पास कर दिया जाएगा ठीक है और इसके बाद इसे तब तक रखा जाएगा जब तक कि अगली रीडिंग नहीं आती रीड इन स्ट्रोब न आ जाए और तब इसे परिवर्तित किया जाएगा तो यह आपके लिए भी उपयोगी है कि आप जानते हैं ट्रांसिएंट से बचना या संपूर्णता बनाए रखना क्या यह स्पष्ट है तो आइये गेटिंग देखते है जिसकी आवश्यकता है और ये सभी एंड गेट्स हैं और आप समझ सकते हैं कि यह कैसे काम करता है क्या यह ठीक है सही है अब डेटा शिफ्ट के बीच एक सेटलिंग समय की आवश्यकता होती है तो यह डेटा शिफ्ट हो रहा है और डेटा पढ़ा जा रहा है ठीक हैं इस विशेष फ्लिप फ्लॉप या रजिस्टर के लिए जो वहाँ है ठीक हैं और एक बार जब यह स्थापित हो जाता है तो रूपांतरण किया जाता है और फिर आप एक और डेटा पढ़ सकते हैं तो यह एक DAC का उपयोग करके अधिकतम कनवर्ज़न रेट के पीछे का प्राथमिक कारक है क्या यह स्पष्ट है क्योंकि इन विशेष रजिस्टरों के लिए या आप जानते हैं फ्लिप फ्लॉप जो अंदर है उनके लिए वहाँ एक फाइनाइट राइस टाइम और फाइनाइट फॉल टाइम हैं ठीक है इसलिए डीएसी का अधिकतम कनवर्ज़न रेट तय करने के लिए इन पर विचार करने की आवश्यकता है क्या यह ठीक है अब अगर आपके पास कई डिजिटल इनपुट लाइनें हैं और आप एनालॉग सिग्नल में बदलना चाहते हैं तो आपके पास डीएसी की उतनी ही संख्या हो सकती है और जब भी आप इसे पढ़ रहे होते हैं तब फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर आउटपुट इसे होल्ड कर रहा होगा और फिर आपको पता है और फिर आउटपुट उपलब्ध होगा और अगली रीडिंग आती है फिर से इसे परिवर्तित किया जाएगा आउटपुट होल्ड किया जाएगा तो यह वह तरीका है जिससे यह काम करेगा लेकिन यदि आप लागत पर बचत करना चाहते हैं या आप जानते हैं यदि आप देखते हैं कि यहाँ मल्टीप्लेक्सिंग किया जा सकता है समय अंतराल जिसके द्वारा आप इनपुट सिग्नल पढ़ रहे हैं वह इस तरह है कि उस अवधि के भीतर आप एक और डिजिटल डेटा को एनालॉग में बदल सकते हैं और यहाँ पर वापस आ सकते हैं तो आप एकाधिक डिजिटल इनपुट सिग्नल को परिवर्तित करने के लिए एक डीएसी का उपयोग करने के बारे में सोच सकते हैं क्या यह ठीक है ठीक है लेकिन इस व्यवस्था में हमें कुछ अतिरिक्त सर्किटरी की आवश्यकता है यहाँ हम उस भाग पर चर्चा कर रहे हैं ठीक है तो यह क्या है तो यह एनालॉग आउटपुट जो कि एक विशेष चैनल के लिए आ रहा है तो यह डिजिटल इनपुट लाइनें है तो यह DAC कन्वर्टर है और यह चैनल वन - इनपुट डिजिटल इनपुट 1 या इनपुट 2 या इनपुट 3 पर निर्भर करता है इसलिए आप जानते हैं आप इस आउटपुट को उनमें से किसी एक पर ले जा रहे हैं तो अगली बार यह एक और चैनल परिवर्तित कर रहा है इसलिए यह यहाँ पर है अब यह क्या होता है यह सिग्नल पहले अगर यह एक डेडिकेटेड डीएसी हैं यह सिग्नल रजिस्टर्ड आउटपुट और इस बफर एम्पलीफायर माफ कीजिए लेवल एम्पलीफायर द्वारा होल्ड किया गया था स्पष्ट है तो मुझे वापस जाने दें और इसलिए यह लेवल एम्पलीफायर है जो इसे होल्ड किए हुए है यह वहीं है यदि यह डेडिकेटेड डीएसी है लेकिन यदि यह डेडिकेटेड डीएसी नहीं है अगर यह डेडिकेटेड डीएसी नहीं है तो एक बार यह यहा पर आता है तो इस आउटपुट का क्या होगा ठीक है इसके लिए हमें एक सेंपल और होल्ड सर्किट की आवश्यकता होती है जब तक कि वह वापस नहीं आता है और एक ही डिजिटल इनपुट सिग्नल को पढ़ता है और आउटपुट को पास करता है ठीक हैं यह एक सेंपल और होल्ड सर्किट होने की आवश्यकता है यदि आप एक डीएसी का उपयोग करके कई सिग्नल डिजिटल इनपुट सिग्नल को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह स्पष्ट है और इसके लिए हम इसके आउटपुट में क्या उपयोग करते हैं यह आप जानते हैं यह बफर हैं ठीक है उसके बाद आप एक ऑप एम्प ले रहे हैं और यह एक कैपेसिटर है तो यह एक सेंपल और होल्ड सर्किट है तो यह सेंपल हो रहा है यह सेंपलिंग हिस्सा है जिसे यहां दिखाया जा रहा है और इसका बहुत ही उच्च इनपुट इम्पीडेंस है जिसके कारण कैपेसिटर बहुत धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा इसलिए आउटपुट कम या ज्यादा समान रहेगा जब तक अगला सेंपल आता हैं लेकिन इसे पर्याप्त रूप से तेज़ होना चाहिए ताकि यह सराहनीय रूप से लीक न हो हालांकि प्रतिबाधाबहुत अधिक है इसलिए आरसी कोंस्टेंट बहुत अधिक होगा लेकिन फिर भी हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह उस स्तर तक नहीं गिरे जिस पर यह अपनी संपूर्णता को खो दे क्या यह ठीक है और सेंपलिंग रेट कैपेसिटर पर निर्भर करती है जैसा कि मैंने कहा था कि यह जल्दी से डिस्चार्ज होता है या आपको पता है कि वोल्टेज नीचे आता है और एनालॉग सिग्नल का फ्रिक्वेन्सी कंटैंट इसका मतलब है एनालॉग सिग्नल एनालॉग सिग्नल जो उत्पन्न होता है तो यहाँ कुछ ऐसा है जिसे नाइक्वीस्ट रेट कहा जाता है आपको इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आपको पहले से ही डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के बारे में कोई जानकारी है कि यदि फ्रिक्वेन्सी कंटैंट थोड़ा अधिक है तो आपको तेजी से प्रसारित करने की आवश्यकता है और अगर यह फ्रिक्वेन्सी क्वान्टिटी कम है इसका मतलब है धीमी गति से आगे बढ़ने वाला सिग्नल आप इसे कम पर सेंपल कर सकते हैं तो यह विचार है ठीक है तो अब हम उस बात पर आते हैं जो एक डीएसी के परफॉर्मेंस इश्यू से संबंधित है इसलिए DAC के परफ़ोर्मेंस के संबंध में और पहलू हैं जिन्हें हम ADC पर चर्चा करते समय उठाएंगे क्योंकि कुछ चीजें कॉमन हैं इसलिए हम उनके बारे में समानांतर रूप से चर्चा करेंगे तो हम इसे बाद मे लेंगे हमें आगे की कक्षाओं में एनालॉग से डिजिटल रूपांतरण के परिचय की आवश्यकता है तो एक महत्वपूर्ण चीज निश्चित रूप से एक्यूरेसी हैं यह एक माप है कि एक्चुअल वेल्यू थ्योरेटिकल वेल्यू के कितना करीब है बेशक यह एक महत्वपूर्ण तत्व है यह प्रिसीजन रजिस्टरों और रिफ्रेन्स वोल्टेज सप्लाई पर निर्भर करता है जिसका हमने उल्लेख किया है कि क्यों वह भाग विशेष ब्लॉक और अतिरिक्त सर्किटरी की आवश्यकता है अगला रिसोल्यूशनहै यह वोल्टेज में सबसे छोटी वृद्धि है जिसे ठीक से पहचाना जा सकता है तो यह एलएसबी के साथ जुड़ा हुआ है यह इनपुट डिजिटल सिग्नल में बिट्स की संख्या पर निर्भर करता है यदि बिट्स की संख्या छोटी है कम है तो निश्चित रूप से एलएसबी संबंधित वेल्यू छोटी होगी यदि बिट्स की संख्या अधिक है तो यह 1 भागित 2 की शक्ति n या 2 की शक्ति n 1 होगा यह इस आधार पर निर्भर होगा कि यह लेडर आधारित है या वेटेड रसिस्टर आधारित है ठीक है तो ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं और यद्यपि यह दोनों ही स्वतंत्र है लेकिन उनके बीच कुछ रिश्ता है जिसे हम इन दो उदाहरणों में देख सकते हैं तो अगर यह 4 बिट लेडर है और अगर यहाँ 16 वोल्ट का रिफरेंस वोल्टेज है तो यह बस त्वरित गणना के लिए लिया गया है आपको पता है यह कुछ अन्य वोल्टेज भी हो सकता है और तदनुसार आप इसकी गणना कर सकते हैं तो रिसोल्यूशन 16 भागित 2 की शक्ति 4 होगा जो कि 1 वोल्ट हैं ठीक है और अगर आप 01 प्रतिशत एक्यूरेसीचाहते हैं तो प्रिसीजन रजिस्टर एम्पलीफायर और उन सभी चीजों का उपयोग करते हुए जो आप जानते हैं तो यह 16 मिलीवोल्ट है ठीक है लेकिन एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच का अंतर एक वोल्ट है जिसे आप जानते हैं कि अलग है जो वह है तो यह उच्च पक्ष पर थोड़ा सा है यह थोड़ा ओवरकिल है ठीक है तो आप रिसोल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए अधिक बिट्स का उपयोग कर सकते हैं या यहां तक कि आप जानते हैं कम प्रिसाइज कम्पोनेंट्स भी ठीक करेंगे क्योंकि रिसोल्यूशन और एक्यूरेसी वे सम्पूर्ण रूप से एक ही हिस्सा हैं और दूसरे मामले पर विचार करें यदि यह 11 बिट लेडर है और अगर यहाँ 10 वोल्ट का रिफरेंस वोल्टेज है ठीक हैं तो फिर रिसोल्यूशन 10 भागित 2 की शक्ति11 यह 5 मिलीवोल्ट होगा और अगर मेरे द्वारा उपयोग किए गए कम्पोनेंट्स और सभी 10 वोल्ट रिफरेंस वोल्टेज के लिए 1 प्रतिशत की एक्यूरेसी देते हैं तो एक्यूरेसी 1 प्रतिशत है 100 मिलीवोल्ट है तो आप 5 मिलीवोल्ट अंतराल पर सिग्नल को मापने की कोशिश कर रहे हैं यह रिसोल्यूशन है लेकिन एक्यूरेसी आप जानते हैं इतना कम है कि यह 100 मिलीवोल्ट है जो एक अंतर हो सकता है फिर बिंदु क्या है यह नहीं है इतने हाइ रिसोल्यूशन पर जाने के लिए तो या तो आप अधिक प्रिसाइज़ कम्पोनेंट्सका उपयोग करके अपनी एक्यूरेसी में सुधार करते हैं या आप अपने बिट्स की संख्या कम कर सकते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है मेरा मतलब है यह उस तरफ से फिर से यह पॉइंट ऑफ व्यूसे यह ओवरकिल है ठीक है इसलिए ये कुछ चीजें हैं और जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें एक साथ विचार करने की आवश्यकता है और तदनुसार डीएसी डिजाइन किया जाना है दूसरी महत्वपूर्ण बात जब DAC को देखा जाता है वो स्ल्यू रेट है तो यह वह अधिकतम दर है जिस पर डीएसी का एनालॉग आउटपुट मान बदल सकता है तो यह आउटपुट एम्पलीफायर जो कि ओप एम्प है के काम पर निर्भर करता है अर्थात कितनी जल्दी आउटपुट बदल सकता है इसलिए यदि आप इनपुट को लो वेल्यू माना 0000 या 0001 से अचानक उच्च मान 1111 पर बदलते हैं लेकिन आउटपुट कितनी जल्दी बदलेगा वो ओप एम्प के स्ल्यू रेट पर निर्भर करता है ठीक है तो यह भी एक महत्वपूर्ण माप है अब जब एक डीएसी बनाया जाता है तो अक्सर आप मोनोटोनिसिटी परीक्षण पर विचार करते हैं मोनोटोनिसिटी परीक्षण का अर्थ है मोनोटोनस हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि यह समान दर से बढ़ रहे हैं यह धीरे धीरे बढ़ रहा है तो हमें वही देखना होगा तो यदि अगर डिजिटल इनपुट धीरे धीरे बढ़ाया जाता है ठीक है इसलिए इसी अनुरूप एनालॉग इनपुट में वृद्धि होनी चाहिए ठीक है आप जानते हैं कि यह स्टेप्स 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट है जैसे कि यह 1 वोल्ट आप जानते हैं कि यदि यह रिसोल्यूशन है तो यह है कि यह कैसे जाएगा या यदि यह एक 1 मिलीवोल्ट रिज़ॉल्यूशन है तो 1 मिलीवोल्ट 2 मिलीवोल्ट 3 मिलीवोल्ट और ऐसे ही और आगे है आपके डिजिटल इनपुट के आधार पर यदि आपका डिजिटल इनपुट आप जानते हैं की निरंतर तरीके से बढ़ता है तो एक समय में 1 मान बढ़ाया जाता है तो आउटपुट इस तरीके से बढ़ना चाहिए क्या यह ठीक है यह दिया गया है यह वही है जो सही आउटपुट है ठीक है लेकिन यदि आप वास्तविक आउटपुट को कुछ इस तरह से देखते हैं आप यहाँ पर बोल्ड लाइन में क्या देखते हैं तो इन्हें और इसे मोनोटोनिसिटी परीक्षण का उपयोग करके देखा जा सकता है तो फिर कुछ समस्या है कुछ समस्या है ठीक थे तो यह जो परीक्षण होगा यह आपको देगा तो यह जांचता है कि डिजिटल इनपुट में वृद्धि के साथ एनालॉग आउटपुट वोल्टेज नियमित रूप से बढ़ता है या नहीं तो किस तरह का इश्यू हो सकता है तो इस विशेष उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं तो यह नीली रेखा है तो यह 0011 है इसके बाद यह आपको पता है 1 मान से बढ़ा है तो यह 0100 होना चाहिए इसके बजाय जो आप यहां देखते हैं वह 0000 है ठीक हैं इसलिए इसका मतलब है इस विशेष बिट के साथ कुछ समस्या है ठीक है इसी तरह की बात हम यहां भी देख सकते हैं तो दूसरे एमएसबी मे एक समस्या है तो यह एक 4 बिट - द्वितीय MSB समस्या है और यह एंड गेट या इसके गेटिंग के साथ या एम्पलीफायर में या कुछ और समस्या हो सकती है आपको इसे हल करना होगा तो यह हल मोनोटोनिसिटी परीक्षण से आ रहा है ठीक है एक और परीक्षण स्टेडी स्टेट एक्यूरसी परीक्षण है यह रजिस्टर के लिए ज्ञात डिजिटल नंबर है जो दिया गया है और आप एक स्टेडी एक्यूरेट मीटर के द्वारा एनालॉग आउटपुट वोल्टेज को मापते हैं और सैद्धांतिक मूल्य के साथ तुलना करते हैं तो आप एक्यूरसी को जानते हैं जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं इसलिए ये महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आप करते हैं इसलिए एक उदाहरण जो हम लेते हैं वह एक व्यावहारिक DAC 0808 है इसलिए टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स से जो आप जानते हैं -यह डेटा शीट हैं तो यह विशेष DAC 8 बिट डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर है और आप यहां देखते हैं कि यह इस तरह से लिखा गया है ये डिजिटल इनपुट A1 से A8 हैं ठीक हैं तो यह मेरा मतलब है यही तरीका है जिसका उन्होंने उल्लेख किया है लेकिन आपके पास विभिन्न प्रकार के नामकरण हो सकते हैं - एलएसबी A0 हो सकता है और फिर यह A7 और ऐसे ही और आगे हो सकता है अब दूसरी चीजें जो आप यहां देखते हैं वे हैं पावर सप्लाई ठीक है 5 वोल्ट माइनस 15 वोल्ट सेटलिंग टाइम मैं इसे डेटा रेट कहता हूँ ठीक है - रीड इन स्ट्रोब के गेटिंग और रेसिस्टर से आप ट्रांसिएंट राइस टाइम को जानते हैं आप फॉल टाइम को जानते हैं सभी सैटल हो रहे है तो अगली बार फिर से आप डेटा पढ़ते हैं - तो यह सेटलिंग टाइम महत्वपूर्ण है तो यह रूपांतरण की अधिकतम दर भी देता है ठीक है मेरा मतलब है कि यह एक प्राथमिक कारक है तो यह आपके लिए 150 नेनोसेकंड हैं 0808 के लिए ठीक है स्ल्यु रेट आपको पता है की इस बात पर निर्भर है कि इनपुट में बदलाव के बाद आउटपुट कितना जल्दी बदल सकता है यह 8 मिलीएम्पियर प्रति माइक्रोसेकंड है रिलेटिव एक्यूरेसी एब्सोल्यूट एक्यूरेसी की 019 प्रतिशत पाई गई है यह रेफेरेंस वोल्टेज अन्य चीजों से आ रही होगी पिन 4 पर आउटपुट वोल्टेज रेंज छोटी है माइनस 06 वोल्ट से प्लस 05 वोल्ट तक लेकिन वास्तव में यह करेंट की एक विशेष रेंज़ देता है और जब आप इसे एक एम्पलीफायर के माध्यम से आउटपुट पर पास करते हैं तो वोल्टेज का स्तर अलग होगा इसलिए हम एक उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो यह पिन 4 पर आउटपुट करंट है जो हमारे लिए महत्व का है जो अधिक समझ में आता है जो कि 0 से I रेफेरेंस है तो I रेफेरेंस यहां से आ रहा हैं तो यह V रेफेरेंस है और यह R रेफेरेंस है यदि आप उन्हें विभाजित करते हैं यह बाहर से जुड़ा हुआ है तो आपको I रेफेरेंस मिलता है तो डिजिटल इनपुट के आधार पर करेंट में परिवर्तन 0 से I रेफेरेंस है और यह I रेफेरेंस इस प्रतिरोध के माध्यम से आएगा और तदनुसार आउटपुट वोल्टेज उत्पन्न होगा तो यह है यह विशेष आउटपुट वोल्टेज ज्यादा चिंता का विषय नहीं है लेकिन डिजिटल इनपुट के कारण आउटपुट करेंट में जो बदलाव है वह इस विशेष डीएसी के लिए महत्वपूर्ण है और उसके बाद इस तरह एक एम्पलीफायर होगा ऑप एम्प आधारित एम्पलीफायर ठीक हैं इसलिए कुछ उदाहरण से हम देखते हैं कि यह कैसे काम करता है ठीक है तो इस व्यवस्था में हमने कहा था कि A1 MSB है और A8 LSB है यह आपको पता है कि यह डेटा शीट और सभी में उल्लेख किया गया है लेकिन यदि एक अलग तरह के नामकरण का उपयोग किया जाता है A0 से A7 A0 LSB और A7 MSB के लिए तो हमें बस इसके नामकरण को बदलने की आवश्यकता है और चीजें ठीक हो जाएंगी तो हमें A1 के साथ भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है और आप इसके सहयोगी V1 को जानते हैं तो यहाँ A1 MSB है और A8 LSB ठीक है तो यह वही है जो हमने यहां पर देखा था स्लाइड समय देखें 2604 A1 MSB है A1 MSB है और A8 LSB है इसलिए इसके अनुसार काम किया जा रहा है स्लाइड समय देखें 2615 तो I रेफेरेंस V रेफेरेंस भागित R रेफेरेंस है क्या यह स्पष्ट है - ठीक है इसलिए I0 I रेफेरेंस गुणित जो भी आप इस चीज से इस इनपुट डिजिटल इनपुट डेटा से प्राप्त कर रहे हैं होगा तो यह V0 है यह I0 गुणित R है आउटपुट एम्पलीफायर पर तो V0 V रेफेरेंस भागित R रेफेरेंस के बराबर है यह डिजिटल इनपुट आपकी संबंधित एनालॉग इकाई में परिवर्तित हो गया है लेडर नेटवर्क में एनालॉग आउटपुट गुणित R ठीक है तो अंत में यदि R R रेफेरेंस के बराबर है तो V0 V रेफेरेंस गुणित इसके बराबर होगा क्या यह स्पष्ट है तो यह आपका संबंधित डीएसी एनालॉग आउटपुट है यह डिजिटल इनपुट पर निर्भर करता है जो की आप A1 से A8 तक 8 बिट्स में इनपुट पक्ष पर रखते हैं इसलिए यदि सभी डिजिटल इनपुट 0 है ठीक हैं तो ये सभी 0 मान हैं तो V0 0 वोल्ट होगा और यदि सभी डिजिटल इनपुट 1 हैं ठीक हैं तो फिर आउटपुट 255 भागित 256 गुणित V रेफेरेंस हो जाएगा तो 0996 गुणित V रेफेरेंस और अगर यह V रेफेरेंस 10 वोल्ट है तो 996 वोल्ट होगा क्या यह ठीक है तो यह हमने देखा कि आपका DAC कैसे काम करता है ठीक है इसलिए इसके साथ हम इस विशेष कक्षा के निष्कर्ष पर आते हैं इसलिए हमने जो देखा है वह यह है कि बफर सर्किट का उपयोग लेडर के आउटपुट में किया जाता है ताकि नेटवर्क लोड न हो और आउटपुट वोल्टेज की संपूर्णता सुनिश्चित हो ओप एम्प इनवर्टिंग मोड और नॉन इनवर्टिंग मोड में बफर सर्किट के रूप में उपयोग किया जा सकता है और हमें DAC के लिए अतिरिक्त सर्किट की आवश्यकता है जिसमें रजिस्टर लेवल एम्पलीफायर डिजिटल इनपुट को रजिस्टर मे शिफ्ट करने के लिए gating शामिल है यह सभी चीजे जो DAC को पूरी तरह कार्यात्मक बनाती है सेटलिंग टाइम जो डेटा शिफ्ट और डेटा रीड के बीच आवश्यक समय है मुख्य रूप से रूपांतरण की अधिकतम दर तय करता है तथा सेंपल और होल्ड सर्किट उपयोगी होता है जब एक DAC का उपयोग करके कई चैनलों के लिए रूपांतरण किया जाता है एक्यूरेसी और रिसोल्यूशन एक डीएसी के महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस मीट्रिक हैं और जिन परीक्षणों को आपने देखा हैं मोनोटोनिसिटी परीक्षण स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी परीक्षण ये आप जानते हैं अलग अलग तरह के परीक्षण हैं जो हम करते हैं यह पता लगाने के लिए कि रूपांतरण में कोई समस्या है या नहीं स्ल्यू रेट एनालॉग आउटपुट के बदलाव की अधिकतम दर देता है और यह एक महत्वपूर्ण क्वांटीटी भी हैं ठीक है और हमने एक व्यावहारिक 8 बिट डिजिटल से एनालॉग कनवर्टर डीएसी 0808 पर भी चर्चा की और हमने पाया कि कैसे यह डिजिटल इनपुट को अनुरूप एनालॉग के बराबर परिवर्तित करने में उपयोगी है